तो पिछले व्याख्यान में हमने इनपुट बायस करंट देखा इस व्याख्यान में हम इनपुट ऑफसेट करंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम इनपुट बायस करंट को मापने में सक्षम थे मैंने आपको वह तालिका दिखाई है जहां आप V को माप सकते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है तब हमने इनवर्टिंग टर्मिनल पर V वोल्टेज देखा है तब हमने समझा है कि हम IB और IB और फिर mod IB IB 2 की गणना कैसे कर सकते हैं यह आपका इनपुट बायस करंट है अब इस विशेष वर्ग में हम इनपुट ऑफसेट करंट देखेंगे और वास्तव में इनपुट ऑफसेट करंट का क्या अर्थ है इसलिए यदि आप लोग याद करते हैं तो इनपुट बायस करंट के लिए सर्किट वही सर्किट है जो इनपुट ऑफसेट करंट के लिए हमारे पास हो सकता है तो सर्किट में हमारे पास दो प्रतिरोधक हैं हमारे पास Vcc Vcc या Vee हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है दोनों इनपुट टर्मिनल ग्राउंड है यह 220k था और यह इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग था अगर आपको याद हो तो यह सर्किट था तो अब उसी सर्किट को हमें इनपुट ऑफसेट करंट को समझने के लिए उपयोग करना होगा तो क्या वास्तव में इनपुट ऑफसेट करंट का क्या मतलब है इनपुट बायस करंट में हम इसे जोड़ रहे थे और 2 से विभाजित किया था यहाँ हम Ib1 और Ib2 के परिमाण का अंतर लेना है जिसे इनपुट ऑफसेट करंट कहा जाता है और आपको याद रखना है कि इनपुट ऑफसेट करंट को सबस्क्रिप्ट os द्वारा निरूपित किया जाता है Ios इस प्रकार इनपुट ऑफसेट करंट Ios Ib1 माइनस Ib2 के mod के बराबर है फिर से b1 और b2 सबस्क्रिप्ट में होंगे इस करंट का परिमाण बहुत छोटा है 20 से 60 नैनोएम्पीयर के क्रम में यह बहुत छोटा है और इसे एक शर्त के तहत मापा जाता है कि ऑप एम्प में इन्पुट वोलटेज 0 है इनपुट वोल्टेज क्या है कुछ भी नहीं ठीक तो इनपुट वोल्टेज 0 है इसलिए यह सही स्थिति है जहां हम माप सकते हैं कि इनपुट ऑफसेट करंट क्या है तो जल्दी से फिर से IB1 और Ib2 के परिमाण में अंतर को इनपुट ऑफ़सेट करंट कहा जाता है और Ios द्वारा निरूपित किया जाता है इस प्रकार इस करंट का इनपुट IB1 और IB2 के परिमाण के अंतर के अलावा और कुछ नहीं है और वैल्यु 20 से 60 नैनोएम्पीयर के करीब है इसलिए यदि हम 2 इनपुट पर बराबर DC करंट लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए यह स्पष्ट है यदि हम समान करंट लागू करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से आउटपुट में कुछ वोल्टेज मौजूद है तो इसका मतलब है कि अगर मैं टर्मिनलों को ग्राउंड पर रखता हूं तो आउटपुट पर कुछ वोल्टेज दिखाई देगा यहां तक कि जब हम इनपुट इन्वेर्टिंग और नॉन इन्वेर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनलों पर समान करंट को लागू करते हैं मैं अभी भी कुछ आउटपुट वोल्टेज देखूँगा लेकिन आउटपुट वोल्टेज को कैसे मापें हम यहां वोल्टेज को माप सकते हैं तो इसे 0 आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए 2 इनपुट करंट को एक छोटी मात्रा द्वारा स्थगित किया जाता है यह अंतर और कुछ नहीं है लेकिन इनपुट ऑफसेट करंट है इसलिए हमें याद रखने वाली बात यह है कि जब हम दोनों इनपुट वोल्टेज पर समान DC करंट लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए लेकिन वास्तव में यह 0 नहीं है हम एक छोटी मात्रा द्वारा इनपुट करंट को स्थगित कर सकते हैं यदि हम एक छोटी मात्रा से इनपुट करंट को हटाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा अब यही हम चाहते हैं हम 0 के बराबर क्यों चाहते हैं क्योंकि हम कोई वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं हम बराबर करंट लागू करते हैं तो आउटपुट 0 होना चाहिए अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न प्रकार के सर्किटों पर काम करना शुरू करने से पहले अपने ऑपरेशन एम्पलीफायर को संतुलित कर दें तो आइए अब हम ब्रेडबोर्ड पर देखते हैं कि हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम इनपुट ऑफसेट को कैसे माप सकते हैं तो इसके लिए फिर से हम इस विशेष तालिका में जाते हैं ठीक है और यहाँ हम इनपुट ऑफ़सेट करंट देख रहे हैं यदि आपको याद है तो पिछले मॉड्यूल में हमने इनपुट बायस करंट को देखा है यहां हम इनपुट ऑफ़सेट करंट को देख रहे हैं इनपुट ऑफ़सेट करंट IB1 IB2 है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बायस करंट माइनस इन्वेर्टिंग टर्मिनल बायस करंट अब हम पहले से ही इनपुट बायस करंट को जानते हैं हम कैसे गणना कर सकते हैं तो हम एक बार फिर से देखते हैं अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ एक ब्रेडबोर्ड है तो यहाँ क्या है एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और 220 k के 2 प्रतिरोधक हैं अब हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए बायस वोल्टेज लागू किया है हम बायस वोल्टेज कैसे लागू करते हैं प्लस 15 माइनस 15 को 7 और 4 पिन में लागू करके 7 Vcc और 4 Vcc या Vee है अब हमें इनवर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को मापना होगा तो हम देखते हैं हमें मल्टीमीटर मिला है जिसे आपने पिछले मॉड्यूल में भी देखा है और हम इस म ल्टीमीटर का उपयोग करके बहुत सी चीजों को मापते हैं तो आइए देखें कि इस मल्टीमीटर में क्या मूल्य है इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज 6 millivlots 61 millivolts है यह इनवर्टिंग टर्मिनल पर है आइए हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देखें यह निर्भर करता है कि आप इसे कैसे जोड़ते हैं आपके हाथ स्थिर होने चाहिए 63 millivolt 61 और 63 हमें 2 वैल्यु मिलते हैं ठीक है तो हम अपनी तालिका में 61 और 63 लिखें इसलिए यदि आप तालिका देखते हैं तो आपकी वैल्यु 61 और 63 हैं इस वैल्यु का उपयोग करके क्या आप IB IB की गणना कर सकते हैं एक बार जब आप IB IB की गणना करते हैं तो आपको IB और IB का अंतर लेना होगा और फिर आपको फिर से mod दिखाई देगा तो इस तरह आप इनपुट ऑफ़सेट करंट की गणना कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं अगर मैं आपको एक सैद्धांतिक उदाहरण देता हूं उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि हार्दिक मैं वैल्यु को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है मेरे पास DC पावर सप्लाई नहीं है मेरे पास मल्टीमीटर जैसी माप प्रणाली नहीं है क्या मैं अभी भी इनपुट ऑफसेट करंट की गणना कर सकता हूं तो सैद्धांतिक रूप से आप कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ठीक है इसलिए यदि हम स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह एक उदाहरण है कि अगर एक डिफ्रेंशियल एम्पलीफायर के एमिटर कपल्ड ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट 18 माइक्रो एम्पियर और 22 माइक्रो एम्पियर हैं तो हमें 2 वैल्यु निर्धारित करने के लिए मिले हैं एक इनपुट बायस करंट और ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए 2 इनपुट ऑफसेट करंट तो IB1 के वैल्यु को देखते हुए जो कि 18 माइक्रोएम्पियर है IB2 22 माइक्रोएम्पियर है क्या अब आप इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफ़सेट करंट की गणना कर सकते हैं यह आसान है या नहीं बेहद आसान है है ना क्योंकि हम सूत्र जानते हैं तो चलिए पहले जो इनपुट बायस करंट है उसे देखते हैं मैं आपको उत्तर दूँगा इनपुट बायस करंट कुछ भी नहीं है लेकिन IB mod IB1 IB2 2 18 22 2 है हमें 20 माइक्रोएम्पर मिलते हैं अब हम दूसरा देखते हैं जो आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट ऑफसेट करंट है तो उस इनपुट को चालू करने के लिए हर कोई जानता है कि सूत्र क्या है IB के mod के बराबर है यदि हम इस वैल्यु को फिर से डालते हैं तो mod होगा 4 माइनस 4 माइक्रोएम्पायर नहीं यह वैल्यु न लें यह गलत है तो हम माइक्रोएम्पेयर में एक मूल्य प्राप्त करते हैं आसान है तो यह है कि आप घर पर भी मूल्यों की गणना कैसे कर सकते हैं एक समस्या लो और इसे हल करो सही है जितनी हो सके उतनी समस्याओं का समाधान करें फिर प्रयोगशाला में जाएं या घर पर मल्टीमीटर प्राप्त करें एक छोटी मल्टीमीटर एक DC पावर सप्लाई सही और आपके पास एक घर पर छोटी लैब हो सकती है आपको वास्तव में विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाने और सीखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है आप कहीं भी किसी भी जगह से सीख सकते हैं यह सीखने का विचार है सही है सीखना किसी विशेष इमारत तक ही सीमित नहीं है सीखने को किसी विशेष प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है सीखने को किसी विशेष कॉलेज तक ही सीमित नहीं रखा गया है सीखने को विशेष विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं रखा गया है सीखने को किसी किताबों तक भी सीमित नहीं रखा गया है है ना यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीखना कहीं भी किया जा सकता है और यह वह तरीका है जो आप इंटरनेट का उपयोग करके सीखते हैं है ना NPTEL पाठ्यक्रम लें जानें सही समझें और फिर अपनी जिज्ञासा से बाहर प्रश्न पूछें इससे पहले कि आप सवाल पूछें आपको इस सवाल का जवाब खुद से देने की कोशिश करनी चाहिए देखने की कोशिश करनी चाहिए है ना चम्मच खिलाने पर भरोसा मत करो वह हमेशा मेरा एक वाक्य है मैं आपको बार बार बताता हूं चम्मच खिलाने पर भरोसा मत करो है ना तो यह है कि हम इनपुट ऑफ़सेट करंट को कैसे माप सकते हैं और हम इनपुट बायस करंट को माप सकते हैं तो अगले मॉड्यूल में हम एक अन्य प्रयोग या एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अन्य विशेषताओं को देखेंगे